आइए हम एक उदाहरण प्रश्न को देखें प्लेन काइनेटिक से संबंधित सरल उदाहरण प्रश्न तो आइए इस आरेख को देखें 64N वेट का एक ब्लॉक है ब्लॉक के शीर्ष से 1m की दूरी पर 32N का फोर्स लागु हो रहा है यह ब्लॉक 4m x 4m की भुजा वाला एक स्क्वायर है ब्लॉक एक सतह पर है जिस पर कॉएफिसिएंट ऑफ़ फ्रिक्शन है हमें इस स्थिति के लिए सेंटर ऑफ़ मास के एक्सेलरेशन और नार्मल फोर्स की स्तिथि को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो आइए इसे करते हैं इस प्रश्न को हल करने की दिशा में पहला कदम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो हम इसे बार बार करेंगे यदि कोई एक कौशल है जिसे आप इस पूरे पाठ्यक्रम के अंत में चुनते हैं तो यह मात्रात्मक रूप से सटीक फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में सक्षमता होना चाहिए तोयह भुजाओं में 4 मीटर है यह 32N का फोर्स है सेंटर ऑफ़ मास दोनों तरफ से 2 मीटर की दूरी पर है ब्लॉक का वेट सेंटर ऑफ़ मास से लागु हो रहा है और वह 64N मैग्नीट्यूड का होता है यदि ब्लॉक पहले से ही स्लाइड कर रहा हैजो आपको बताया गया है यह और यह दाईं ओर स्लाइड कर रहा है तो यदि ब्लॉक पहले से ही स्लाइड कर रहा है तो मान लें कि ब्लॉक मेरी दाईं तरफ मूव कर रहा है जिसका अर्थ है कि फ्रिक्शन फोर्स गुणित नार्मल रिएक्शन अर्थातहै तो यह नार्मल रिएक्शन के होने पर ही होता है तो एक फ्री बॉडी डायग्राम का अभिप्राय ही यह है कि इस सतह को हटा दिया गया है बॉडी को सतह के प्रभाव से मुक्त कर दिया गया है और सतह के कुल प्रभाव को इन दो फोर्सेस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है मैग्नीट्यूड का एक फ्रिक्शन फोर्स और एक नार्मल फोर्समुझे नहीं पता कि यह नार्मल फोर्स इस बिंदु पर कहाँ लागु हो रहा है तो यह दूरी d ज्ञात नहीं है मैं जो जानता हूं वह यह है कि यह सेंटर ऑफ़ मास है तो यदि इस बॉडी का एक्सेलरेशन a है तो हम बॉडी पर लागु होने वाले सभी फोर्स का योग लिखने जा रहे हैं सभी वेक्टर फोर्स का योग मास गुणित सेंटर ऑफ़ मास के एक्सेलरेशन के बराबर होता है वेक्टर अब इस विशेष उदाहरण में हॉरिजॉन्टल दिशा में लगने वाले सभी फोर्स बॉडी के मोशन के लिए जिम्मेदार होंगे वर्टिकल दिशा में सभी फोर्स वास्तव में उस दिशा में एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए जिम्मेदार होंगे तोचलिए एक कोआर्डिनेट सिस्टम को लिखते हैं तो x दिशा में या y दिशा में यदि मैं ऊपर की ओर लागु होने वाले फोर्स को पॉजिटिव लेता हूं तो इस विशेष प्रश्न के लिए यह मेरा साइन कन्वेंशन है हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि हम इस समीकरण को विघटित करने जा रहे हैं इस वेक्टर समीकरण को यहां x और y कॉम्पोनेन्ट दिशाओं में विघटित करने जा रहे हैं तो y दिशा में ऊपर की ओर लागु होने वाले फोर्स को पॉजिटिव लेते हैवास्तव में इसका मतलब यह है कि y दिशा में कोई एक्सेलरेशन नहीं है या अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को लेता हूं तो मेरे दाहिने तरफ के फोर्स पॉजिटिव होंगे अब यह जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ यह एक साइन कन्वेंशन है जिसे मैंने चुना है तो यह एक कन्वेंशन है और किसी विशेष प्रश्न में सुविधा अनुसार हम इन कन्वेंशन को चुन सकते हैं कि कौन सी दिशा पॉजिटिव है कौन सी दिशा निगेटिव है ऐसा कोई लिखित नियम नहीं है कि दाईं ओर पॉजिटिव है और बाईं ओर निगेटिव है या इसके ठीक विपरीत हॉरिजॉन्टल दिशा में लागु हो रहे फ़ोर्स मुझे ज्ञात है जोहै ये दो फ़ोर्स हॉरिजॉन्टल दिशा में लागु हो रहे हैं इस कन्वेंशन को मानते हुए कि दाईं ओर फ़ोर्स पॉजिटिव हैं ये मास के बराबर है जो कि 64N बटा 10 है मैंलेने जा रहा हूं और इस पाठ्यक्रम के दौरान यह हमारा कन्वेंशन होगा इस समय 98 जैसी संख्याओं को शामिल करके हमारी गणना को जटिल बनाने का कोई मतलब नहीं है यह बॉडी का मास गुणित एक्सेलरेशन हैतो हम जानते हैं कि नार्मल रिएक्शन 64N है तोहैतो इस गणना को पूरा करते है यह एक्सेलरेशन है अब वास्तव में सेंटर ऑफ़ मास जो हमने प्राप्त किया है वह से एक्सेलरेट कर रहा है हमें इस विषय के साथ बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम का लॉ ऑफ़ कंज़र्वेशन केवल सेंटर ऑफ़ मास के एक्सेलरेशन को निर्धारित करता है तो 25 इस दिशा में है इसलिए मैं इसे एक एरो मार्क के रूप में दर्शाऊंगा या इसे वेक्टर रूप में लिख सकता हूं जो कीहै अब अगर मैं अगले समीकरण के बारे में सोचता हूं तो कंज़र्वेशन ऑफ़ एंग्युलर मोमेंटम के अनुसार सभी मोमेंट्स का योग जिनकी गणना G के सापेक्ष की गयी है IG गुणितके बराबर है यदि आप ध्यान दें तो मैंने मुख्य रूप से इन सभी क्वांटिटीस से वेक्टर साइन को हटा दिया है क्योंकि जब आप प्लेन काइनेटिक्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो वे सभी स्केलर होते हैं मोमेंट वास्तव में वेक्टर है लेकिन दिशा या तो पेपर के प्लेन से बाहर की तरफ पॉजिटिव है या पेपर के प्लेन के अंदर की ओर निगेटिव है और या तो पेपर के प्लेन से बाहर की ओर निर्देशित या पेपर के प्लेन में अंदर की तरफ एक वेक्टर है इसलिए उस क्वांटिटी को पूर्ण वेक्टर के रूप में पता करने की कोई ख़ास आवश्यकता नहीं है इसे केवल एक स्केलर तक समानित किया गया है जो या तो पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है चूँकि दिशा केवल पेपर के प्लेन से लंबवत रेखा के अनुदिश है तो अपने पहले के तर्क को ध्यान में रखते हुए हम केवल सेंटर ऑफ़ मास के सापेक्ष सभी मोमेंट और मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया की गणना करने जा रहे हैं तो आइए देखें कि यह हमें क्या बताता है इस विशेष उदाहरण में सबसे पहले मेरे पास एक सतह है और फिर सतह का उद्देश्य बॉडी को रोटेट होने से रोकना है तो अगर मैं बॉडी को किसी एक क्षण जिसे मैं देख रहा हूं उसमे रोटेट होने देता हूं तो बॉडी केवल तभी रोटेट करेगी जब मैं टिपिंग की अनुमति दूंगा तो अगर मुझे बताया जाए कि बॉडी पूरी तरह से दाईं ओर इस तरह स्लाइड कर रही है कि कोई टिपिंग नहीं है टिपिंग का अर्थ है कि यह सतह पर रोटेट नहीं हो रही है चूंकि बॉडी स्लाइड कर रही है तो इसका मतलब यह भी है कि G के सापेक्ष गणना किए गए सभी मोमेंट का योग 0 है तो चलिए ऐसा करते हैं मैं सभी काउंटर क्लॉकवाइस मोमेंट को पॉजिटिव लेने जा रहा हूं फिर से यह एक कन्वेंशन है जिसे आप अपनी सुविधा के आधार पर किसी प्रश्न के लिए चुन सकते हैं लेकिन आपको उस प्रश्न को हल करने के दौरान उसी कन्वेंशन का निर्वहन सुनिश्चित करना चाहिए इसलिए यदि मैं ऐसा करता हूं तो दूरी d पर एक नार्मल फोर्स लागु हो रहा है और यह एक काउंटर क्लॉकवाइस मोमेंट उत्पन्न करता है तो हमारे कन्वेंशन के अनुसार N एक काउंटर क्लॉकवाइस मोमेंट उत्पन्न करता है यह 32 सेंटर ऑफ़ मास से 1 मीटर की दूरी पर है और यह एक क्लॉकवाइस मोमेंट उत्पन्न करता है और इसलिए इसका साइन निगेटिव है सतह के निचले हिस्से पर लागु होने वाला फ्रिक्शन फोर्स है और यह G माइनस 025 x 64 के सापेक्ष भी एक क्लॉकवाइस मोमेंट उत्पन्न करता है मैं यहां नार्मल रिएक्शन के मान को शामिल करने जा रहा हूं क्योंकि वह संख्या गुणित 2m हमें पहले से ही ज्ञात हैं 2m उस फ्रिक्शन फोर्स का मोमेंट आर्म है हम यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम को फिर से बनाते है यह N है यह G है यह 32 है और यहाँ से एक वेट लागु हो रहा है और यहाँ एकफ्रिक्शन फोर्स प्लस वेट सेंटर ऑफ़ मास से लागु हो रहा है वेट 64 है लेकिन इसका मोमेंट आर्म 0 है क्योंकि यह सेंटर ऑफ़ मास से होकर गुजरता है तो मेरे पास चार फोर्स वेट हैं 32N फोर्स जो वास्तव में ब्लॉक को खींचने की कोशिश कर रहा हैस्लाइडिंग सतह पर फ्रिक्शन है और नार्मल रिएक्शन है और इन सभी का योग 0 होता है क्योंकि ब्लॉक केवल स्लाइड कर रहा है तो इसे सरलीकृत करते हैं मैं देखता हूं है यह ब्लॉक है फोर्स ब्लॉक के तल पर सेंटर ऑफ़ मास के 1m दाईं तरफ लागु होता है अब हमें नार्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में थोड़ा विचार करना होगा यदि आप भौतिक रूप से विचार करते हैं तो ब्लॉक पूरी सतह पर आसित है तो इस निचली सतह का प्रत्येक खंड कुछ मात्रा में नार्मल रिएक्शन का अनुभव करता है नार्मल रिएक्शन एक डिस्ट्रिब्यूटेड फोर्स है तो विभिन्न बिंदुओं पर फ्रिक्शन है फ्रिक्शन लोकल नार्मल रिएक्शन के समानुपाती होगा वास्तव में हमने जो किया है वह इन दो डिस्ट्रिब्यूटेड फोर्सेस को पॉइंट फोर्सेस के साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया है 1 उस स्थान d पर ही लागु हो रहा है लेकिन एक हॉरिजॉन्टल दिशा में और नार्मल रिएक्शन जो नीचे की सतह पर डिस्ट्रिब्यूट किया जाता है लेकिन अब एक पॉइंट से लागु हो रहा है जो इस ब्लॉक के नीचे सेंटर ऑफ़ मास के 1 मीटर दाईं ओर लागु होता है तो अब हम प्रश्न के दूसरे भाग पर आते हैं आइए हम शीर्ष पर वापस जाएँ और प्रश्न के कथन को पढ़ें हमें सेंटर ऑफ़ मास द्वारा 4 सेकंड में तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है यदि इसे रेस्ट की अवस्था से मुक्त किया जाता है तो हम जानते हैं कि इस ब्लॉक का लीनियर एक्सेलरेशन 25 है यह 4s में कितनी दूर मूव कर गया है इसका उत्तर एक एक्सेलरेटिंग बॉडी के लिए टाइम इंटीग्रेटिंग के पुराने सिद्धांत का उपयोग कर दिया जा रहा है जो यह मानता है कि u 0 है यह रेस्ट की अवस्था है पार्टिकल या ब्लॉक शुरुवात में रेस्ट की अवस्था में था तो जो 20m है तो ब्लॉक ने 4s समय के दौरान 20m स्लाइड किया है ध्यान दें यह समीकरण वैसा है जिसे आप आमतौर पर पॉइंट पार्टिकल काईनेमेटीक्स के लिए उपयोग करेंगे और हम रिजिड बॉडीज के लिए इसे हल कर रहे हैं लेकिन एक समीकरण जो मूल रूप से पॉइंट पार्टिकल काईनेमेटीक्स के लिए अभीष्ट थातो यहाँ तय की गयी दूरी समय का फंक्शन है ये पूरी तरह से लागू होगा क्योंकि बॉडी में केवल 2 डिग्री ऑफ़ फ्रीडम है ट्रांसलेशन की दो डिग्री ऑफ़ फ्रीडम है और रोटेशन की डिग्री ऑफ़ फ्रीडम पूरी तरह से निकाल दी गयी है उस दिशा में एंग्युलर एक्सेलरेशन 0 है केवल इतना ही नहीं वास्तव में बॉडी केवल एक डायमेंशनल मोशन का प्रदर्शन कर रही है तो y दिशा में एक्सेलरेशन भी 0 है इसलिए भले ही आपके पास एक रिजिड बॉडी है लेकिन काइनेमेटिक्स की गणना के लिए इसे एक प्रभावी पॉइंट पार्टिकल के रूप में मानना पूरी तरह से वैध है यह एक सरलीकरण है जो इसे हल करने के दौरान हमारी मदद करेगा तो मान लीजिए कि मेरे पास एक कार है कार वास्तव में एक रिजिड बॉडी है अगर आप इसे इस तरह का सोचना चाहते हैं लेकिन क्यूँकि यह एक बिंदु a से बिंदु b में एक्सेलरेट और डीएक्सेलरेट होते हुए ट्रांसलेशन कर रहा है तो तय की गई दूरी और लिए गए समय की गणना पार्टिकल काईनेमेटिक्स के नियमों को लागू करके की जा सकती है किसी को रोटेशनल काईनेमेटिक्स की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है जैसे हमने पिछले कुछ उदाहरणों में किया था इसलिए यह सीखने की एक बात है तो चलिए इस प्रश्न के अंतिम भाग पर आते हैं प्रश्न का अंतिम भाग लागू हो रहे उस सबसे बड़े फोर्स से जुड़ा हुआ है जिसे यह बॉडी बिना टिपिंग के सहन कर सकती है तो हम यहाँ नीचे बॉडी को फिर से बनाएंगे मेरे पास एक बॉडी है तो यह फोर्स F अब जितना बड़ा होना चाहता है उतना बड़ा हो सकता है प्रश्न यह पूछा जा रहा है यदि यह बिंदु p जैसे जैसे फोर्स बढ़ता है प्रभावी बिंदु जिससे नार्मल रिएक्शन लागु होता है दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है और जब वह नार्मल रिएक्शन इस बिंदु P से उस कोने पर लागु हो रहा होता है तो यह एक लिमिटिंग कंडीशन है क्योंकि इस फोर्स में थोड़ी अधिक वृद्धि इस तरह के मोमेंट का कारण बनेगी जो कि फोर्स के ओवरराइड होने से लागु हो रहा है और बॉडी के टिपिंग का कारण बनेगी इसलिए हम उस अवस्था को खोजना चाहेंगे जो टिपिंग स्थिति तक पहुंचने के लिए अधिकतम फोर्स की अवस्था है टिपिंग वह है जहां इस दिशा में पूरी बॉडी मूव करना शुरू कर देती है तो यह रोटेट होकर गिरने वाली है तो टिपिंग की अवस्था में आइए हम फ्री बॉडी डायग्राम को देखें तो आइए टिपिंग की अवस्था के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम को आरेखित करते हैं नार्मल रिएक्शन जिसका मैग्नीट्यूड जो कुछ भी है वह इस बिंदु p से लागु हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स अभी भी मौजूद है ब्लॉक का वेट सेंटर ऑफ़ मास से लागु हो रहा है और यह फोर्स F जो अभी अज्ञात है सेंटर ऑफ़ मास से 1m ऊपर लागु हो रहा है यह सभी उस पर लागु होने वाले फोर्स हैं तो आइए पहले हम बॉडी पर लागु होने वाले सभी फोर्सेस का योग प्राप्त करे जो मास गुणित सेण्टर ऑफ़ मास के एक्सेलरेशन के बराबर है ऊपरी फोर्सेस को पॉजिटिव लेते हुए हम वर्टीकल दिशा में इक्विलिब्रियम को लागु करने जा रहे हैं जिसका पहले से ही तात्पर्य है कि तब नार्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड नहीं बदला है 64N हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को पॉजिटिव लेते है अर्थात वह दिशा जिसमें ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है और आप जानते हैं कि F एक हॉरिजॉन्टल फोर्स माइनसहै जो मास गुणित सेण्टर ऑफ़ मास के एक्सेलरेशन के बराबर है मैं इसे नियम अनुसार लेने जा रहा हूं तोहैं अब मेरे पास दो अज्ञातऔरहैं और मैं या तो फोर्स या एक्सेलरेशन की गणना करने में असमर्थ हूं तो अब मैं काउंटर क्लॉकवाइस मोमेंट को पॉजिटिव लेने जा रहा हूं औरलिखूंगा अब टिपिंग की अवस्था के लिए है जिसका मतलब है आइए हम इसे यहां दिखाए गए फ्री बॉडी डायग्राम के साथ करते हैं F क्लॉकवॉईस मोमेंट उत्पन्न करता है तो मेरे पासहै नार्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड 64 है जो एक काउंटर क्लॉकवॉईस मोमेंट उत्पन्न करता है और इसका मोमेंट आर्म 2 मीटर है तो यह दूरी अब 2 मीटर है भी एक क्लॉकवॉईस मोमेंट उत्पन्न कर रहा है इसलिए यह भी निगेटिव है और इसका मोमेंट आर्म 2 है फिर से पूर्णता के लिए वेट का मोमेंट आर्म 0 है इन सभी मोमेंट्स के योग को टिपिंग की अवस्था पर 0 तक जोड़ना होता है तो देखते हैं कि यह हमें कहाँ ले जाता है इसलिए ये टिपिंग अवस्था तक पहुंचने के लिए अधिकतम फोर्स है अब मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं आपको याद है हमने कहा था कि हम अपने फ्रेम ऑफ़ रिफरेंस को जारी रखने जा रहे हैं हम सभी एंग्युलर मोमेंटम कंज़र्वेशन की गणना करने के लिए ब्लॉक G के सेंटर ऑफ़ मास पर अपने अक्ष को केंद्रित रखने जा रहे हैं अब कभी कभी हम उस बिंदु को देखने के लिए आकर्षित हो जाते हैं जिसके माध्यम से अधिकतम संख्या में फोर्स गुजरते हैं केवल इस कारण से कि हमें कंज़र्वेशन ऑफ़ एंग्युलर मोमेंटम के समीकरण के बाएं हाथ की ओर के मोमेंट को शामिल करने के बावजूद कम से कम मोमेंट्स मिले मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसा करते समय आपको बहुत सावधान रहना होगा मुख्य रूप से लॉ ऑफ़ एंग्युलर मोमेंटम कंज़र्वेशन को याद रखें कि मोमेंट का योग एंग्युलर मोमेंटम के परिवर्तन की दर के बराबर होता है यह केवल इस सरल रूप में तब ही मान्य होता है जब या तो जिस बिंदु के सापेक्ष आप एंग्युलर मोमेंटम की गणना कर रहे हैं वह फिक्स्ड है या वह सेंटर ऑफ़ मास है ये केवल दो विकल्प हैं जिनके लिए इस एंग्युलर मोमेंटम कंज़र्वेशन लॉ का यह विशेष सरल रूप लागू होगा यदि आप कोई अन्य बिंदु चुनते हैं उदाहरण के लिए यदि टिपिंग की अवस्था को परिभाषित करने के लिए मैं बिंदु P जो कि यह कोना है इसे चुनता हूं तो मैं P के सापेक्ष मोमेंट्स की गणना करना चाहता हूं और अगर मैं ऐसा करना चाहता हूं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप एंग्युलर मोमेंटम कंज़र्वेशन करने के गलत तरीके पर इसे समाप्त करेंगे इसलिए अगर ब्लॉक के लिए मैं सिर्फ पूर्णता के लिए फिर से ब्लॉक आरेखित करने जा रहा हूं मेरे पास G है जो 64N है यहाँ एक फोर्स F है मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्ञात नहीं है लेकिन मुझे जो ज्ञात है वह ये है कि नार्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स इस बिंदु P से गुजर रहे हैं तो केवल इसे स्पष्ट करने के लिए मैं इसे फिर से लिखूंगाP के सापेक्ष मोमेंट्स का योग 0 के बराबर निर्धारित करूँगा इससे मुझे क्या प्राप्त होता है मैं इसे फिर से काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हुए करता हूं अब वेट 64N एक काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट उत्पन्न कर रहा है फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है और इस दूरी के लिए इसकी मोमेंट आर्म 3m है अन्य सभी फोर्स नार्मल रिएक्शन प्लसजो कि फ्रिक्शन है दोनों बिंदु P से होकर गुजरते है तो उन दो फोर्सेस के साथ कोई मोमेंट आर्म नहीं जुड़ा है और संभवतः हम यह कह सकते है कि यह 0 होना चाहिए जो हमें देता है जो कि गलत है आपके यहाँ गलत उत्तर देने का कारण यह है कि यदि हम भूल जाते हैं कि P एक्सेलरेट कर रहा है अगर P एक्सेलरेट कर रहा तो इसे वर्णन में शामिल करना होगा मैं सिर्फ पूर्णता के लिए इसे लिखूंगा G सेंटर ऑफ़ मास से संबंधित लीनियर मोमेंटम है और नॉन जीरो है और हमने इस पर केवल यह कहकर ध्यान नहीं दिया है कि है यह का भाग है लेकिन अकेले P के सापेक्ष मोमेंट का योग 0 नहीं होगा तो हमें डायनामिक्स की गणना में बहुत अधिक सावधान रहना होगा जब आप बॉडी के डायनामिक्स की गणना कर रहे हों तो कृपया ध्यान रखें कि केवल सेंटर ऑफ़ मास के सापेक्ष ही मोमेंट लें तो यदि आपने उन सभी प्रश्नो के लिए आँख बंद करके ऐसा किया है तो आप कभी भी समस्याओं का सामना नहीं करेंगे आप इसे ध्यान से करें सुनिश्चित करें कि आप सभी तरह के विज्ञान को ध्यान में रखते हुए इसे ध्यान से करें आपको हमेशा सही उत्तर मिलेगा उसमे गणित थोड़ा अधिक जटिल होगाजैसे इस मामले में मुझे नार्मल रिएक्शन के कारण इस मोमेंट को वर्णन में शामिल करना होगा तो यदि मैंने P को चुना है तो मोमेंट का विवरण नार्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स दोनों के कारण नहीं देना पड़ता है लेकिन मैं इस जाल में फँस सकता हु अगर मुझे इस बात का एहसास नहीं है कि जिस बिंदु P के सापेक्ष मैं मोमेंट की गणना कर रहा हूं वास्तव में वह एक एक्सेलरेटिंग बिंदु है तो यदि हम इन कठिनाईयों से बचना चाहते हैं यदि आप G सेंटर ऑफ़ मास को उस बिंदु के रूप में चुनते हैं जिसके सापेक्ष आप एंग्युलर मोमेंटम के कंज़र्वेशन की गणना करते हैं भले ही G एक्सेलरेट हो रहा हो एंग्युलर मोमेंटम के कंज़र्वेशन का नियम लीनियर मोमेंटम के कंज़र्वेशन के नियम के बहुत समान हो जाता है आमतौर पर एक अच्छी स्तिथि है हम इस चर्चा को अगले व्याख्यानों में और उदाहरणों के साथ जारी रखेंगे